व्याख्यान २८ में पुनः आपका स्वागत है आज हम इंजीनियर्स को नेताओं प्रबंधकों और सलाहकारों परामर्शदाताओं के रूप में इस सत्र में भी चर्चा जारी रखेंगे पहले के सत्र में हमने नेताओं और प्रबंधकों के रूप में इंजीनियर की भूमिका के बारे में जाना आज हम इंजीनियरों की सलाहकार के रूप में भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और बाद के व्याख्यानों में हम नैतिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और नैतिक नेता कौन है और इंजीनियर को नैतिक नेता के रूप में इसलिए जब हम एक इंजीनियर की भूमिका निभा रहे नेताओं और सलाहकारों के बारे में बात कर रहे हैं और पूर्व सत्र में हमने प्रबंधकों की भूमिका निभा रहे इंजीनियरों के बारे में चर्चा की है और वहाँ ज्यादातर हम जैसे मानते हैं वे कुछ संगठनों के कर्मचारी हैं और उनकी संगठनात्मक भूमिका के हिस्से के रूप में वे कुछ जिम्मेदारियाँ निश्चित कर रहे हैं जिनमें वे अपने आधीन कर्मचारियों का अप्रत्यक्ष प्रबंधन कर रहे हैं या उच्च अधिकारी को रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उन्हें उन मामलों में कई कार्य सम्बंधित दुविधा का सामना करना पड़ सकता है जैसे मानव संसाधन के प्रबंधन और जलवायु के संबंध में और वे इससे कैसे निपटेंगे आज मुख्य रूप से हम सलाहकार के रूप में इंजीनियरों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं इसलिए जब हम सलाहकारों की बात कर रहे हैं तोकंसल्टिंग सलाहकार इंजीनियर वे इंजीनियर होते हैं जो निजी सेवा में होते हैं इसलिए वे किसी भी संगठन के कर्मचारी नहीं हैं वे निजी सेवा में हैं और उन्हें फीस के लिए मुआवजा दिया जाता है अगर उन्हें मुआवजा दिया जाता है तो उन्हें अपना कार्य करने के लिए फीस शुल्क मिलती है यह शुल्क उन सेवाओं के लिए आता है लेकिन यह वेतन के रूप में नहीं है और हम यह भी पाते हैं कि उन्हें निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता है क्योंकि वे वेतन भोगी कर्मचारियों की तरह नहीं हैं तो प्रबंधकों और इंजीनियरों में जो प्राथमिक अंतर है हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैंयह ऐसा है जैसे वे निजी सेवा में हैं वे संगठन के प्रत्यक्ष कर्मचारी नहीं हैं जो उन्हें निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता देते हैं इसलिए हम उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिनमें परामर्श आम हैं और ये हैं विज्ञापन प्रतिस्पर्धी बोली आकस्मिकता और विवादों का समाधान इसलिए हम एक एक करके चर्चा करेंगे विज्ञापन पर चर्चा से शुरुआत करते हुए विज्ञापन में क्या होता है कुछ कॉर्पोरेट इंजीनियरों को कुछ उनकी कॉर्पोरेट बिक्री में अनुभव वजह की से विज्ञापन प्रक्रिया में शामिल किया जाता है इसलिए यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि सभी तकनीकी विवरण उत्पादों पर अंकित किए गए हैं या विज्ञापन अभियानों के माध्यम से संप्रेषित किए जाने चाहिए तो यह महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि विज्ञापन में उपयोगकर्ता लाभार्थियों से संचार संपर्क बनाने की कोशिश करता है और जिस तरह से संचार संपर्क बनाया गया है और कैसे संचार किया जाता है यह उपयोगकर्ताओं द्वारा कंपनी और इस उत्पाद पर बहुत विश्वास विकसित करता है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इंजीनियर सुनिश्चित करें कि जो भी तकनीकी विवरण उत्पादों में हैं या विज्ञापन अभियानों के माध्यम से संप्रेषित हों उनमें सत्य उल्लिखित होना चाहिए तो हो सकता है कि एक आम व्यक्ति इन विवरणों की सटीकता को आंकने की स्थिति में न हो तो यह इंजीनियरों की नैतिक जिम्मेदारी है कि संचार बहुत आसान तरीके से बनाया गया हो और उपभोक्ताओं को आसानी से समझ में आ जाये अगर हम उत्पाद में वर्णित कुछ बताएं तो उपभोक्ताओं में तकनीकी शब्दजाल को समझने तकनीकी विशेषज्ञता और समझने के लिए पहले से ज्ञान नहीं हो सकता है तो यह इंजीनियरों की जिम्मेदारी है कि वे उत्पाद के गुणों को आसान तरीका से बहुत स्पष्ट करें ताकि अंत उपयोगकर्ता इसे समझ सकें देखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुनिश्चित करना है कि कहीं पर ऐसा न हो कि भ्रामक विज्ञापन भी हो रहा है तो कैसे जब आप भ्रामक विज्ञापन की बात करते हैं तब हमें यह भी समझने की जरूरत है कि भ्रामक विज्ञापन से हमारा क्या मतलब है या यह कैसे बनाया जाता है जब भी हम भ्रामक विज्ञापन के बारे में बात कर रहे हैं तो यह एक अभ्यास की तरह है जहां हम लोगों को निर्णय लेने की दिशा में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं या हम अंत उपयोगकर्ता व्यक्ति के विश्वास के साथ खेलने की कोशिश करते हैं जो विश्वास वह अंतिम उपयोगकर्ता कंपनी के उत्पादों पर करते हैं तो आइये हम समझें कि भ्रामक विज्ञापन कैसे किए जाते हैं तो कुछ निश्चित हैं इस तरह की प्रक्रियाएं कुछ चीजों के बारे में स्पष्ट रूप से बताती हैं जहां आपके उत्पादों में कुछ गुण नहीं हैं लेकिन आपकी या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने डिज़ाइन की हैं वह उसे प्रदान करते नहीं जा रही हैं लेकिन आप यह दावा करने की कोशिश कर रहे हैं अर्ध सत्य द्वारा संपूर्ण मार्ग का खुलासा नहीं किया जा सकता है यह केवल लाभों पर प्रकाश डालते हैं न कि अपने डिज़ाइन के लागत भाग पर जैसे झूठे सुझाव देकर उत्पादों का उपयोग करना और होने वाले खतरों को न बताकर तो फिर से कुछ विकल्प देना जो निहितार्थ को छिपा सकता है या काम नहीं कर सकता है यह वह जगह है जहाँ आप यह बता रहे हैं कि यह अधिक सत्य की तरह है जैसे आप हैं केवल इसके सकारात्मक भाग पर ध्यान केंद्रित करें लेकिन आप या आप पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं लोगों को आपके उत्पादों के नकारात्मक भाग के बारे में नहीं बताना तो अस्पष्टता पैदा करके इसलिए यदि आप अंतिम उपयोगकर्ताओं के बारे में स्पष्ट नहीं हैं कि क्या चाहिए और यदि आप इस बारे में स्पष्ट नहीं करते हैं कि आपका उत्पाद क्या वितरित करने जा रहा है तो बहुत सारी ऐसी स्थिति में हम खुद स्वयं अर्थ निकलते हैं और अपनी समझ के हिसाब से उत्पाद के गुणों का अवलोकन करते हैं तो अस्पष्टता पैदा करना भ्रामक विज्ञापन के गुणों में से एक है तो सचेत के अचेतन हेरफेर के माध्यम से कई मामलों में ऐसा क्या होता है कि अस्पष्टता उपयोगकर्ताओं के दिमाग में विज्ञापन की तरह बनाई जाती है या आपने कुछ नकारात्मक भेजा है अचेतन स्तर पर आपके अन्य प्रतियोगियों के बारे में ताकि वे अचेतन स्तर पर कुछ सकारात्मक ट्रिगर्स का विज्ञापन करें और जिससे यह निर्णय सचेत स्तर पर प्रभावित कर सकता है जो उत्पाद के खिलाफ जा सकता है यह वह जगह है जहां आप एक सुझाव के बाद से कुछ तरीके हैं जिनमें भ्रामक विज्ञापन किया जा सकता है इसलिए जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कई मामलों में वैसा ही होता है जैसे हम आमतौर पर उत्पाद के सकारात्मक पहलू पर पर ध्यान केंद्रित करते हैं और नकारात्मक पहलू या तो छिपे हुए हैं या या उन्हें जानबूझकर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है तो लेकिन यह उपभोक्ताओं द्वारा जाना जाना बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं इससे पहले कि वे एक जागरूक विकल्प बनाते हैं कि उत्पाद खरीदना है या नहीं खरीदना है इसलिए तो कई बार क्या होता है कि विपरणकर्ता विपणक उन उत्पाद के नकारात्मक प्रभाव को छिपाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन इंजीनियरों और प्रबंधकों और विज्ञापन सलाहकारों को इसे निश्चित करना चाहिए कि सही सूचना उपभोक्ताओं तक समय पर पहुंचती है अन्यथा इसके दीर्घकालिक खतरे स्वास्थ्य पर प्रभाव और अन्य सुरक्षा मुद्दे भी हो सकते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु प्रतिस्पर्धी बोली के बारे में है जो व्यक्तिगत हितों का संघर्ष की तरह बात करता है तो कई स्थितियों में ऐसा होता है कि प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से इंजीनियरों को निषिद्ध किया है जहाँ तकनीकी के साथ साथ वित्तीय बोलियां भी किसी कार्य के लिए लगाना पसंद करती है इसलिए वे प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में प्रतिबंधित थे क्योंकि वह इंजीनियर है क्योंकि वह पेशे के विशेषज्ञ वे अनुमान बनाने के लिए आम आदमी से बेहतर स्थिति में थे और कई बार अंदरूनी सूत्र होने के नाते यह महत्वपूर्ण था जैसे सबसे कम बोली लगाने के लिएउनके लिए यह आसान था तो जिससे हितों का टकराव हो सकता है इसलिए वे किसी भी प्रतिस्पर्धी बोली में भाग लेने से या प्रतिस्पर्धी बोली लगाने से प्रतिबंधित थे लेकिनअब दूसरों को बोली लगाने के लिए उन्हें मदद करने में सलाहकार की भूमिका निभाने की अनुमति है ताकि वे आम तौर पर सीधे इसके लिए बोली न लगाएं लेकिन वहां हम उनके बुद्धिमत्ता और उद्योग के ज्ञान उत्पादों का ज्ञान का सलाहकार के रूप में उपयोग करते हैं उस व्यक्ति के लिए जो इसके लिए बोली लगा रहा है तो यह एक क्षेत्र है एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां सलाहकारों की प्रमुख भूमिका होती है वह है श्रमिकों और ग्राहक की जरूरतों की सुरक्षा ग्राहकों की सुरक्षा जरूरतों का ध्यान रखने का दायित्व सलाहकार इंजीनियर के एक दायित्व के अंतर्गत हैं तो यह परियोजनाओं को डिजाइन करने के संबंध में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है तो यह क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर हम यहां समझें तो इंजीनियरों के पास कोई अंत उत्पाद पर नियंत्रण नहीं है और यह अंततः परियोजनाओं के डिजाइन में कैसे उपयोग किया जाता है क्योंकि सलाहकार इंजीनियरों को कुछ डिजाइन करने के लिए अनुबंधित किया जाता है लेकिन वे निर्माण में किसी भी पर्यवेक्षी भूमिका में नहीं रहते हैं तो वे कभी कभी समस्याग्रस्त होते हैं डिजाइन को लागू करने में कठिनाइयों के कारण जो किसी और द्वारा प्रदान किया गया है और जो देखरेख के लिए उपलब्ध नहीं है तो अगर डिजाइन किसी और व्यक्ति ने दिया है तो उस व्यक्ति का कुछ विचार होना चाहिए कि इसे कैसे लागू किया जाना चाहिए और यह कैसे होना चाहिए कैसे होना चाहिए और सुरक्षा के क्या उपाय हैं तो लेकिन यह केवल डिज़ाइन प्रोजेक्ट के लिए समस्याग्रस्त हो सकता है क्योंकि कोई डिज़ाइन कर रहा है और कोई अन्य कार्यान्वित कर रहा है तो जो व्यक्ति डिजाइन कर रहा है वह उपलब्ध हो सकता है या नहीं चर्चा या क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने इसे किस तरह से बनाने के लिए सोचा क्या यह वास्तव में उस तरह से बनाया गया है क्या आपने जो उपयोग का सुझाव दिया है हालांकि उचित उपयोग यह कैसे उपयोग हो रहा है इन 3 तथ्यों के बीच कोई संपर्क नहीं है जैसा कि किसी और ने डिज़ाइन किया है और किसी और ने उस डिज़ाइन का विश्लेषण देख रहा है और कुछ और करने और लागू करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ हमेशा की तरह इन 2 इंजीनियरों के बीच ज्ञान का अंतर हो सकता है इसलिए क्योंकि यह अंतर है या असंतुलन हो सकता है इसलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण है कि डिजाइनर ऑनसाइट निरीक्षण के लिए हो जबकि परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है और इसलिए यह कमियों को कम करने में मदद करना पसंद करेंगे जब सुरक्षा के मुद्दे होंऔर ये तब हो सकते हैं तथा ग्राहक की अन्य जरूरतों का ध्यान रखने की कोशिश करें सलाहकार इंजीनियरों की एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका इंजीनियर रूप में विशेषज्ञ गवाह और सलाहकार की हो सकती है इसलिए हम इस बात को समझते हैं कि यह एक नौकरी है जहां लोगअधिक से अधिक संसाधन जनशक्ति के साथ शामिल होते हैं तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें कुछ दुर्घटनाएँ हो सकती हैं या किसी ने अवैध मामला दायर किया हो और फिर अंत में हम यह समझने के लिए हैं कि आगे कैसे बढ़ना है क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास इंजीनियरों के जैसे डोमेन ज्ञान न हो इसलिए साक्षी और सलाहकार के रूप में उनकी प्रमुख भूमिका है तो हम देखते हैं कि विशेषज्ञ गवाहों के लिए ये भूमिका क्या हैं इसलिए कई बार इंजीनियर सलाहकार के रूप में भी काम करते हैं जिससे प्रतिकूल और संभावित प्रतिकूल संदर्भ में गवाही प्रदान करें दुर्घटनाओं खराबी या अन्य चीजों के कारणों की व्याख्या करने पर ध्यान होना चाहिए जिनमें प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है इसलिए यदि आप यहां देखते हैंजैसे उनका ध्यान दुर्घटनाओं के कारणों अस्वीकारता या अन्य चीजें जिनमें प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है पर केंद्रित है क्योंकि यह प्रौद्योगिकी उपयोग और जैसे इसके बाद के प्रभाव को शामिल करता है तो इंजीनियर एक विशेषज्ञ के रूप में यह पता लगाने के लिए है कि फर्म द्वारा प्रदान किये गए उपकरण के उपयोग की प्रकृति क्या है इसलिए क्या इसे बदलने की आवश्यकता है इस प्रकार क्या इसे फिर से संशोधित करने की आवश्यकता है और क्या सभी को मुआवजा दिया जाना है ये कुछ इंजीनियरों द्वारा लिया गए महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है और इसलिए कभी कभी उन्हें विशेषज्ञ गवाह के रूप में लिया जाता है तो यह एक भूमिका है एक और भूमिका सार्वजनिक योजना के लिए नीतियों को डिजाइन करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है जैसे प्रौद्योगिकी में पेटेंट के लिए मसौदा तैयार करना इसमें से एक कानूनी मामला जरूर है जैसे हम बात कर रहे हैंजहां कोई हो सकता है जो अपनी कंपनी के खिलाफ या अपने समूह के खिलाफ कुछ पाएं और आपको एक विशेषज्ञ गवाह के रूप में होना चाहिए तो अभियंताओं को यहां पर या तो वादी या प्रतिवादी द्वारा दीवानी कानून में मुकदमा या आपराधिक कार्यवाही में काम पर रखा जा सकता है तो आप पाते हैं कि अगर वहाँ एक सिविल कानून के मुकदमे या आपराधिक कार्यवाही या जैसे 2 दलों के बीच कभी कभी अंतर होता है तो इंजीनियरों को दोनों परिस्थितियों में विशेषज्ञ गवाह के रूप में लिया जाता है तो क्या होता है जबकि वे यहाँ गवाहों की बात कर रहे हैं तो वे सामान्य फोरेंसिक इंजीनियर की भूमिका निभाते हैं उत्पाद का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को चोटों के कारण जो हुआ इसलिए इंजीनियरों को एक खराब उत्पाद के लिए गवाही देने के लिए कहा जाता है या दुर्घटना के कारण जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरों द्वारा किया जा सकता है तो इसलिए हम विशेषज्ञ के डोमेन ज्ञान की बात बात कर रहे हैं चाहे इस उत्पाद का उपयोग कर उपभोक्ताओं को चोटें लगीं या दुर्घटना क्यों हुई तो जब हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर की तो इसका मतलब है कि कार से संबंधित दुर्घटनाओं की बात कर रहे हैं जब पुल नीचे गिरता है और कुछ मौतें होती हैं तो उस मामले में हो सकता है कि ब्रिज इंजीनियर बेहतर विशेषज्ञ हो सकते हैं समस्या को समझाने में हों हमें आगे बढ़ने से पहले यह समझना होगा कि शब्द गवाह और विशेषज्ञ गवाहइस में क्या अंतर है इसलिए चश्मदीद गवाह कथित तथ्य के मामलों में गवाही देते हैं विपरीत पक्ष के विशेषज्ञ गवाह के विचारों पर विशेषज्ञ गवाहों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में परीक्षण के व्यापक पहलुओं में एक अक्षांश पर टिप्पणी करने की अनुमति है इसलिए चश्मदीद गवाह के रूप में वे इसे एक मामले की तरह ही रिपोर्ट करना चाहते हैं विशेषज्ञ गवाह एक व्यापक भूमिका के रूप में अपनी प्रकृति में अधिक खोजी प्रकार के हैं इसलिए अपने विशेषज्ञता क्षेत्र का और उपयोग करते हुए अपने तरीके से समस्या का कुछ और अर्थ बनाने की कोशिश करें और विभिन्न असंबद्ध तथ्यों के बीच संबंध को फिर से और पता करने की कोशिश करें और वे विषय पर विशेषज्ञों की राय के विपरीत पक्ष पर भी टिप्पणी कर सकते हैं तो हम एक विशेषज्ञ गवाह की भूमिका बता सकते हैं कि इसके दुर्घटनाओं के कारणों के बारे में सच्चाई की पहचान करना चाहिए इसलिए यदि हम उस उदाहरण को यहाँ पर लेते हैं क्योंकि इंजीनियरों की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि संगठन के लिए निर्णय लेने से उनका अच्छा प्रभाव है वहाँ भी संभव दुर्व्यवहार हो सकता है अब हम इनमे से कुछ दुर्व्यवहार देखते हैं पहले किसी पैरवी को करने के लिए लाये गए विशषज्ञ को रखा जाता है जो पैसों के लिए गलत बयानी करते हैं इसलिए यही है वास्तव में पैसे की खातिर गलत व्यक्ति का साथ देना इस परिभाषा के बारे में ऐसा सोचा जा सकता है इसलिए ऐसा हो सकता है उदाहरण के लिए सीढ़ी से गिरने वाले व्यक्ति ने खराब गुणवत्ता के लिए निर्माता कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया तो एक व्यक्ति सीढ़ी से गिर गया और उसने पाया कि निर्माण का गुण अच्छा नहीं हो सकता है और जैसे परिष्करण अच्छा नहीं है तो इंजीनियर की मूल भूमिका की तरह इसलिए क्योंकि वह डिजाइनिंग को आम आदमी से ज्यादा बेहतर समझता है उसका काम है आम व्यक्ति का पक्ष लेना और निर्माता की विनिर्माण प्रथाओं पर सवाल उठाना लेकिन निर्माता द्वारा काम पर रखा गया संरचनात्मक इंजीनियर वह होता है जिसे मूल रूप से निर्माता पार्टी द्वारा काम पर रखा जाता है जो गलत है और जो गलत कर रहा है ताकि संरचनात्मक इंजीनियर उस पैसे के लिए एक अनुकूल रिपोर्ट दे जो निर्माता ने उसे भुगतान किया था तो यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैं उस व्यक्ति की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं जिसने गलत गवाही दिया है और मैं किसी तरह से उस व्यक्ति की मदद करने जा रहा हूं क्योंकि उसने मुझे कुछ पैसे दिए हैं इसके बाद हम वित्तीय बनाम इंजीनियरों की बात कर सकते हैं जिन्हें गलत काम करने वाली पार्टी द्वारा भुगतान किया जाता है जांच को विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ाने के लिए इसलिए अगर हम एक चर्चा को अलग अलग दिशा में लाने की कोशिश करते हैं और कुछ हो सकता है एक चीज दूसरे सब के लिए ठोस हो तो हमें यह तय करना पसंद नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं इसलिए यह कानूनी तौर पर प्रक्रियाओं को विचलित करने के लिए किया जाता है इसलिए जब आप वित्तीय पक्षपात की बात कर रहे हैं तो इंजीनियरों को गलत काम करने वाली पार्टी द्वारा भुगतान किया जाता है एक अलग दिशा में जांच को आगे बढ़ाएं ताकि लोग मुख्या मुद्दे से भटक जाएँ और हो सकता है कि चर्चा पूरी न हो तो अहंकार पक्षपात जैसे इंजीनियरों के अपने स्वयं के पक्ष की पहचान करने के लिए इंजीनियरों को विवाद को प्रभावित करके बात करने जैसा प्रभावतो शायद हमें तटस्थ होना चाहिए क्योंकि बड़े पैमाने पर समाज की ओर हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है सहानुभूति पूर्वाग्रह तो यहाँ एक और बात है जो कभी कभी अदालत में ऐसे लोगों से भर जाती है जो नाटकों की तरह और बहुत पसंद के संदर्भ में दुखों को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हों अथवा ऐसा रवैया अपना सकते हैं यदि वह बहुत अच्छा वक्ता है आप इन लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर देंगे और सरकार को इनकी देखभाल करने के लिए मजबूर होना होगा और इसलिए यह वहाँ के परिणामों में से एक है और सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं से अन्य परिणाम भी हो सकते हैं तो उसके बाद क्या होता है एक और महत्वपूर्ण भूमिका की तरह जब आप इसे पसंद करते हैं इसके बाद कानूनी पहलू जहां उन्हें अपनी सलाह देने के लिए लिया गया था जहां कुछ भूमिकाओं में पक्षपात हो रहे थे और वे सभी सहानुभूति पूर्वाग्रह प्राप्त कर सकते हैं और इसलिएयह निर्णय को प्रभावित कर सकता है इसलिए जो हमें सलाहकार के लिए एक और भूमिका की तरह लगता है वह ऐसा होगा जैसे कहानी का विज्ञापन और योजना और नीति निर्माण में सलाहकार की भूमिका हो सकती है इसलिए यदि एक योजना बनाई जाती है नीति निर्धारण किया जाता है तो वे सलाहकार के रूप में कैसे कार्य करते हैं इसलिए क्योंकि यह उत्पाद के उपयोग के बारे में जो भी निर्णय लिया जाता है और यह सब आम तौर पर होता है उन नीतियों के बारे में लिया जाता है जो बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करती हैं इसलिए गरीबों के लिए ऑनलाइन सेवाओं की नीतियां बनाने के लिए तैयार करना क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में धन शामिल है इसलिए यह महत्वपूर्ण है जैसे यह है कि लोग इसे महत्व के साथ देखते हैं वे सिर्फ पैसे की खातिर इसके लिए नहीं आते हैं लेकिन वे ऐसी बड़ी परियोजनाओं के महत्व को समझते हैं जबकि इस तरह के पैसे शामिल हैं तो शायद कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलने वाले हैं तो क्या होता है क्योंकि यह परियोजना महत्वपूर्ण है कभी कभी बहुत सारा धन बस तकनीकी प्रणाली के उनके डिजाइन को यह सुनिश्चित करने के लिए भुगतान किया जाता है कि जो बदले में गरीबों के लिए प्रौद्योगिकी को सरल बनाकर ऐसी परियोजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन की गारंटी देते हैं इसलिए इस डिजाइन के महत्व के कारण इसमें इंजीनियरों की बहुत बड़ी भागीदारी है जिसे हमें यह समझने की आवश्यकता हैहमें यह समझने की आवश्यकता है कि वे कैसी भूमिका निभा सकते हैं वे दूसरों की सहायता करके उनके उद्देश्यों तक पहुँचने में सलाहकारों की भूमिका कैसे निभा सकते हैं और वे नीति बनाने वाली कार्यप्रणाली को कैसे बेहतर बना सकते हैं तकनीकी दक्षताओं पर काबू पाना अभियंताओं की नौकरी का महत्वपूर्ण अंग है यह पंक्ति क्यों महत्वपूर्ण है अगर तकनीक बहुत जटिल है तो इसे प्राप्त करने के लिए बहुत सारा धन लगा है कुछ लोग इसे समझ सकते हैं कुछ लोग इसे नहीं समझ सकते हैंजैसे यहाँ गरीबों के जनसंख्या के लिए एक तकनीक है तो वह बहुत जटिल बात को को समझने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं लेकिन उन जटिल चीजों को बहुत ही आकर्षक तरीके से बात करने की आवश्यकता हो सकती है तो इंजीनियरों की भूमिका इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वे मुद्दों की जटिलता समझ सकते हैं लेकिन जब इसे समझाने की कोशिश की जाये तो उन्हें इसे और सरलीकृत संस्करण में बताने की आवश्यकता है ताकि हर कोई इसे समझ सके इसलिए इंजीनियरों की नौकरी में इस तरह की भूमिका है कि आप तकनीकी विषमताओंजटिलताओं पर काबू पाने में आप कितने अच्छे हैं यह निहित है इसलिए अगले सत्र में हम नैतिक नेतृत्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और जिसका दूसरों में कौशल विकसित करने में उद्देश्य हो सकता है और हम कुछ मुख्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे उनके संभावित उत्तरों पर काम करेंगे ताकि हमें अगले अध्याय की सामग्री बहुत बेहतर तरीके से समझने में आसानी हो